कीवर्ड मशीनें सामग्री हटाने की दर भाग कार्यक्रम लोड टोक़ बिजली फ़ीड ड्राइव गेंद पेंच सीएनसी मशीनें अब हम देखते हैं कि एक विशेष भाग कार्यक्रम में वास्तव में आप जानते हैं कि एक आंशिक कार्यक्रम कुछ भी नहीं है लेकिन वे वास्तव में विशेष रूप हैं जिसमें निर्माण लोग परिचित और सुविधाजनक रहे हैं लेकिन अन्यथा यह पसंद है आप बस कुछ ऑपरेशन निर्दिष्ट करते हैं तो ऑपरेशन की प्रत्येक इकाई को एक ब्लॉक कहा जाता है सही इसलिए भाग कार्यक्रम ब्लॉक इसलिए यह हिस्सा कार्यक्रम मूल रूप से कई ब्लॉकों से युक्त होता है जिन्हें निष्पादित किया जाता है तो एक अर्थ में यह आप की तरह है यह जानता है कि यह पीएलसी की तरह है इसलिए यदि ए तो एक असली सीढ़ी तर्क आरेख की तरह भी सिर्फ एक है बस एक ग्राफिकल व्यवस्था सिखाता है ताकि जो लोग प्रोग्राम विकसित करते हैं वे लोग हैं डोमेन से वे इसे समझ सकते हैं इसलिए इसी तरह हम यहाँ भाग कार्यक्रम लिखते हैं इसलिए फिर अंत में ये भाग कार्यक्रम होने वाले हैं भाग कार्यक्रम से वास्तविक निष्पादन वास्तविक समय कार्यकारी जो दो ड्राइव को नियंत्रित करता है यह यह पढ़ता है भाग कार्यक्रम और फिर वास्तव में मशीन में विभिन्न गतिविधियों को चलाता है तो पहले तो आप एक विशिष्ट कार्यक्रम ब्लॉक में ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं जैसे कि आप ब्लॉक स्किप के रूप में हो सकते हैं आपके पास एक ब्लॉक स्किप हो सकता है इसलिए यदि आपके पास वह ब्लॉक स्किप है तो उस विशेष ब्लॉक को अनदेखा किया जाता है इसी तरह आपके पास कार्यकारी ब्लॉक का एक अनुक्रम है इसलिए आपके पास एक ब्लॉक संख्या होनी चाहिए फिर कुछ कार्य हैं जिन्हें प्रारंभिक कार्य कहा जाता है उदाहरण के लिए आप यह तय करना जानते हैं कि क्या पोजिशनिंग सिस्टम निरपेक्ष या वृद्धिशील होने जा रहा है जो मान दिए गए हैं वे मीट्रिक या इंच में हैं समन्वय प्रणाली की उत्पत्ति क्यों है आदि आदि इसलिए कुछ तैयारी कार्य हैं जिन्हें ब्लॉक निष्पादित करने से पहले निष्पादित किया जाना है इसी तरह एक्स वाई जेड ठीक है दशमलव बिंदु के रूप में आयामी जानकारी प्रदान की जाती है फिर आपको प्रदान करना होगा आपको फीड रेट स्पिंडल स्पीड टूल नंबर जैसी चीजें पता हैं क्योंकि उपकरण एक पत्रिका में उनके नंबर से विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं इसलिए यदि मशीन को किसी विशेष टूल का चयन करना है जिसे टूल नंबर देना होगा इसी प्रकार टूल ऑफसेट कार्य करता है इसलिए आप जानते हैं कि वास्तव में क्या होता है सटीक आयामी सटीकता के लिए क्योंकि उपकरण में एक परिमित है आप त्रिज्या को जानते हैं वास्तव में एक परिमित त्रिज्या है इसलिए जब उपकरण इस वजह से आगे बढ़ता है तो केंद्र के बीच कुछ दूरी होती है कुछ के बीच आप उपकरण टिप के कुछ तार्किक केंद्र को जानते हैं और वास्तविक बिंदु जहां यह एक संपर्क बना रहा है और यह न केवल एक संपर्क बना रहा है वास्तव में धीरे धीरे खराब हो रहा है तो यह लंबाई वास्तव में बदल रही है वास्तव में सिकुड़ रही है इसलिए विभिन्न प्रकार के ऑफसेट का उत्पादन किया जाता है और ये तब है जब आप वास्तव में गति दे रहे हैं इसलिए आपको उपकरण को इस तरह से गति देना होगा कि बाद में इस परिमित उपकरण सिर की स्थिति का ख्याल रखते हुए फिर सही पैरामीटर प्राप्त किया जाएगा इसलिए टूल को थोड़ा ऑफसेट होना चाहिए इसलिए उन कार्यों को सेट करना होगा तैयारी के चरण के दौरान और वहाँ थे विभिन्न अन्य विविध कार्य हो सकते हैं अन्य विभिन्न प्रकार के सहायक कार्य भी हो सकते हैं जैसे कि शीतलक बंद करना शीतलक पर स्विच करना और इस तरह की चीजें और अंत में इसे ब्लॉक सिग्नल का अंत होना चाहिए तो आमतौर पर आप देखते हैं कि एक ब्लॉक को इस तरह परिभाषित किया गया है यह संख्या है फिर एक G कमांड है फिर कुछ XY कमांड्स हैं जो हैं आप स्थिति निर्देशांक जानते हैं इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार हैं जो कमांड निर्दिष्ट हैं इसलिए हम उन सभी को देखने नहीं जा रहे हैं इसलिए देखें कि किसी विशेष प्रोग्राम ब्लॉक में वास्तव में निर्देशों का ऐसा सेट होगा कभी कभी ये निर्देश ज्यादातर वैकल्पिक होते हैं तो इसलिए आपके पास कुछ निर्देश हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं केवल एक तथाकथित ऑपरेंड हो सकता है और आवश्यकता के आधार पर किसी विशेष निर्देश में 6 7 ऑपरेंड भी हो सकते हैं या हो सकते हैं इसलिए जब आप सीएनसी मशीनों को आमतौर पर एक नंबर के आधार पर चित्रित या वर्गीकृत करते हैं तो आप सुविधाओं को जानते हैं इसलिए उनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया जा रहा है इसलिए आपके पास आप नियंत्रित अक्ष की संख्या जानते हैं इसलिए 2 या 4 और इतने पर एक ही मशीन में एक हो सकता है कई नियंत्रित अक्ष हो सकते हैं आप इस रैखिक के साथ या परिपत्र के साथ किस तरह का प्रक्षेप कर रहे हैं या क्या यह परवलयिक अतिरिक्त हो सकता है फिर आप किस तरह की प्रतिक्रिया का उपयोग कर रहे हैं चाहे आप डिजिटल प्रतिक्रिया का उपयोग कर रहे हों या एनालॉग प्रतिक्रिया का उपयोग कर रहे हों मूल लंबाई इकाई क्या है इसी तरह फ़ीड दरें अधिकतम फ़ीड दरें जो हासिल की जा सकती हैं और प्रति मिनट या प्रति क्रांति निश्चित हैं और संबंधित कुछ अन्य मोड हैं जिन्हें आप तेजी से चलने वाले दरों को जानते हैं इसलिए जब आप एक छेद से दूसरे में जा रहे हैं तो आपने इस छेद को ड्रिल किया है जब आप दूसरे में जा रहे हैं तो इस समय के दौरान आप वास्तव में नहीं काट रहे हैं और आपको सबसे तेज गति से गति करने की आवश्यकता है इसलिए वहां इसलिए इसे एक तीव्र गति दर कहा जाता है फिर जिस प्रकार के प्रोग्राम का प्रकार हो सकता है वहाँ प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है यदि यह एक अधिकतम आकार I O डिवाइस आदि विभिन्न प्रोग्राम पैरामीटर हैं इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग पैरामीटर यह भी है कि यदि ऑपरेटर या कुछ इंजीनियर एक नया प्रोग्राम विकसित करना चाहते हैं तो फिर यह कितना आसान है और मेरा मतलब है कि इसे कैसे लोड किया जाना है इसलिए वे विभिन्न तरीकों को अपना सकते हैं उदाहरण के लिए केवल मैनुअल या देखा जा सकता है आप पृष्ठभूमि अग्रभूमि जानते हैं इसलिए जब आपके पास पृष्ठभूमि होती है तो आप वास्तव में सामान्य रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन आप हमेशा जा सकते हैं एक पर जा सकते हैं जिसे पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है और फिर कुछ कार्यक्रम विकसित करना शुरू करते हैं जबकि अग्रभूमि में कुछ और जैसा कि निर्माण कार्य वास्तव में चल रहा है इसी तरह विभिन्न वातावरण जिसमें प्रोग्राम डेवलपर को काम करना होता है जो कि चित्रमय हो सकता है या जिसे मेनू संचालित किया जा सकता है ये आज बहुत मानक चीजें हैं इसलिए किसी को यह जांचना होगा कि मशीन को खरीदने से पहले किस तरह की प्रोग्रामिंग सुविधाएं मौजूद हैं इसी तरह चूंकि सटीकता आम तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए किसी को मशीन में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्ति सुविधाओं को देखना होगा क्योंकि वे आमतौर पर बहुत उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो उदाहरण के लिए गियर में बैकलैश हो सकता है या यहां तक कि शाफ्ट एंगल एनकोडर में भी बैकलैश हो सकता है तो यह या तो गियर पर या बॉल स्क्रू में हो सकता है यह शाफ्ट एंगल एनकोडर पर भी हो सकता है इसलिए लेड स्क्रू पिच एरर हो सकता है यदि लीड स्क्रू के एक घुमाव से लीड नहीं हो सकता है तो लीड स्क्रू के साथ बिल्कुल समान राशि की उन्नति फिर उपकरण की लंबाई और कटर त्रिज्या के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति होती है वह चीज जो मैं अभी बात कर रहा था क्योंकि उपकरण के परिमित आयाम के कारण आपको ऐसी गति बनाने की आवश्यकता है यह टिप वास्तव में उस स्थिति के अनुसार कटती है जहां आप इसे काटना चाहते हैं लेकिन इसके लिए टूल को कुछ ऑफसेट के साथ एक निश्चित में ले जाना पड़ता है इसलिए इन ऑफसेट को हमेशा होना चाहिए क्योंकि टूल खराब हो जाएगा इसलिए इसलिए इन दोनों ऑफसेट को नियमित रूप से मापा जाना चाहिए और फिर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए दिया हुआ इसी तरह तापमान के लिए बहुत उच्च तापमान पहले उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और दूसरे कभी कभी आयाम भी प्रभावित हो सकता है विभिन्न प्रकार के आप जानते हैं कि थ्रेड कटिंग संभव है और फिर किस तरह के पीएलसी का उपयोग किया जाता है कैसे पीएलसी ड्राइव कंट्रोलर और आई ओ की संख्या के साथ बातचीत करना चाहता है जिसे आप संभाल सकते हैं आप इसे देख सकते हैं आमतौर पर हम देखेंगे कि पीएलसी को ड्राइव के लिए ड्राइव के लिए उपयोग नहीं किया जाना है इसलिए करीबी नमूना और नियंत्रण की आवश्यकता होती है और कभी कभी गणना भी शामिल होती है इसलिए इन स्थितियों के तहत यह वास्तव में उपयोगी नहीं होगा इसलिए सही तो इन ड्राइव्स पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए वास्तव में पीएलसी का उपयोग करना वास्तव में उपयोगी नहीं होगा इसलिए इसलिए कुछ विशेष समर्पित प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और पीएलसी अक्सर सहायक कार्यों के लिए या पर्यवेक्षी नियंत्रकों के रूप में उपयोग किया जाता है इसलिए हम सीएनसी मशीनों के आर्किटेक्चर को देखते हैं इसलिए मैं यही कह रहा था कि आमतौर पर एक सीएनसी मशीन इस तरह की इकाई से बनेगी तो आपके पास बुनियादी तंत्र है आप जानते हैं कि स्लाइड स्क्रू गियर गाइड चक आदि से मिलकर बनता है इसलिए ये ऐसे तंत्र हैं जो पकड़ते हैं और वास्तव में यांत्रिक भागों को पकड़ते हैं और काम को स्थानांतरित करते हैं तो वे आमतौर पर सर्वो मोटर्स द्वारा संचालित होते हैं यह कुछ समय डीसी बीएलडीसी या इंडक्शन मोटर्स भी हो सकता है इसलिए ये मोटर्स हैं जैसा कि हम अपने भविष्य के पाठों में देखेंगे कि ये मोटर्स बहुत परिष्कृत ड्राइव द्वारा संचालित हैं तो ये हैं आप जानते हैं कि बिजली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिजली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ही वे नियंत्रक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को नियंत्रित करते हैं और अब ये फिर से इस स्रोत द्वारा नियंत्रित होते हैं इसलिए ये ये नियंत्रण इलेक्ट्रॉन हैं और एक बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स को अक्सर माइक्रोप्रोसेसर आधारित द्वारा नियंत्रित किया जाता है कभी कभी इस मामले में वे आधुनिक मशीनें डीएसपी आधारित या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर आधारित ड्राइव बन रहे हैं जो बहुत प्रदान कर सकते हैं इन मशीनों के लिए बहुत परिष्कृत नियंत्रण इसके साथ ही हमारे पास एक अन्य प्रकार का कंप्यूटर भी है जिसे पीएलसी कहा जाता है जो कि हम कह रहे हैं जो मुख्य रूप से असतत स्वचालन के लिए उपयोग किया जाता है और एक मैन मशीन इंटरफ़ेस भी है जो ऑपरेटर को प्रोग्राम करने देता है और मशीन की स्थिति की निगरानी भी करता है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अलार्म बनाने के लिए भी तंत्र हैं ठीक है तो यह एक सीएनसी मशीन की सामान्य संरचना है आमतौर पर जो ड्राइव का उपयोग किया जाता है वे कभी कभी खुले लूप होते हैं खासकर जब वे होते हैं तो आपको पता चल जाता है हमें कम पावर ड्राइव जैसे स्टेपर मोटर ड्राइव कहते हैं जो सस्ते होते हैं क्योंकि वे वास्तव में उनके ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सरल हैं इसलिए हमारे पास यह है कभी कभी हमने इस तरह की ड्राइव का उपयोग किया है जो खुले लूप हैं और बहुत ही सरल ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं तो हम कर सकते हैं मोटर्स के मामले में हमारे पास चरण मोटर ड्राइव हो सकते हैं हमारे पास चरण मोटर ड्राइव हो सकते हैं या हाइड्रोलिक ड्राइव के मामले में हमारे पास आनुपातिक वाल्व होते हैं जहां हम बस एक कमांड और एक आनुपातिक बल या विस्थापन देते हैं तो आप एक हाइड्रोलिक मोटर या एक कदम मोटर हो सकता है और इसलिए मशीन एक खुला लूप संचालित है लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सटीक ड्राइव सभी हैं स्वाभाविक रूप से वे बंद लूप ड्राइव हैं इसलिए आपके पास सामान्य है आप मोटर जानते हैं ताकि एसी या डीसी हो सकता है या कभी कभी हमारे पास एक ब्रशलेस डीसी के रूप में जाना जाता है जो है वास्तव में एक एसी मोटर लेकिन जो एक डीसी मोटर की तरह व्यवहार करती है इसलिए इसमें दोनों वाल्वों के फायदे हैं या यह हाइड्रोलिक मोटर भी हो सकती है और फिर हमारे पास हाइड्रोलिक्स के लिए सर्वो ड्राइव है जिसे फिर से डिजिटल विभिन्न प्रकार के डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोसेसर और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अंत में हमारे पास सेंसर होते हैं जो प्रतिक्रिया देते हैं तो ये बंद लूप ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन हैं जो आमतौर पर इन मशीनों के लिए लागू होते हैं तो अब हम इस मशीन के लिए ड्राइव आवश्यकताओं पर एक नज़र डालेंगे इसलिए हमारे पास दो प्रकार की ड्राइव हैं एक ड्राइव एक फीड ड्राइव है इसलिए यदि आप देखते हैं तो मूल रूप से यदि आप ड्राइव पर लोड देखते हैं तो लोड दिया जाता है इस तरह से एक अभिव्यक्ति द्वारा जहां लोड टॉर्क यह टीएल है लोड टॉर्क टॉर्क है इसलिए यह बल है तो कटिंग फोर्स जो कि घटित हो रही है जो कि इस मामले में हम मोड़ के मामले में कहते हैं जो फीड ड्राइव को मोड़ने के मामले में टिप पर घटित हो रहा है उपकरण को सही कर रहा है तो नौकरी इस तरह घूम रही है और वह उपकरण घूम रहा है नौकरी एक स्थान पर घूम रही है उपकरण एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है ठीक है इसलिए उपकरण की नोक पर बल बनाया जा रहा है और उपकरण बनाया जा रहा है एक पेंच से संचालित इसलिए पेंच यहां घूम रहा है इसलिए उपकरण घूम रहा है इसलिए स्क्रू पर लोड जिसे मोटर पर लोडिंग तंत्र के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है जिसका उपयोग किया जाता है इस बल द्वारा गुणा किया जा सकता है इस लंबाई हाथ से यह लंबाई हाथ गेंद के पेंच का नेतृत्व भी काटने बल अक्षीय दिशा में फ़ीड की आवश्यकता है तो फिर वह गेंद पेंच का नेतृत्व है और फिर तो यह कैसे हासिल किया जाता है क्योंकि अगर आपके पास है तो यह कुछ इस तरह से हासिल किया जाता है a आप ऊर्जा संरक्षण को जानते हैं इसलिए पेंच के एक रोटेशन में टॉर्क पिच में बल देने वाला है क्योंकि यदि स्क्रू के घूर्णन द्वारा बनाई गई रैखिक गति एक पिच यूनिट है तो इसलिए यदि हमारे पास ऊर्जा संरक्षण है फिर सीसा की पिच में एफ गेंद पेंच की पिच टोक़ के बराबर होनी चाहिए क्योंकि आप एक रोटेशन जानते हैं इसलिए एक रोटेशन दो बार ians रेडियन है इसलिए 2πx टीएल यह इनपुट ऊर्जा है आउटपुट ऊर्जा क्या है आउटपुट ऊर्जा इस बल को पिच में डालती है और कुछ दक्षता कारक द्वारा गुणा की जाती है इसलिए आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट कारकों में दक्षता होगी और कुछ अन्य घर्षण टोर भी हैं तो यह लोड टॉर्क है और हम देखते हैं कि यह बना हुआ है यह कम या ज्यादा स्थिर रहता है ठीक है तो यह गति के बावजूद कम या ज्यादा स्थिर रहता है इसलिए गति के बावजूद यह स्थिर रहता है इसी प्रकार आप केवल यह समझाने के लिए देखते हैं कि यह बॉल स्क्रू है इसलिए आपके पास स्लाइड पर वजन है और आपके पास विभिन्न घर्षण बल संख्या 1 संख्या 2 आपके पास कटिंग बल है इसलिए ये सभी बल उत्पन्न करने वाले हैं इस तंत्र के माध्यम से पेंच पर लोड टॉर्क के रूप में परिलक्षित होने वाला तो ये स्पूरियस लोड टॉर्क्स हैं इसलिए वजन के कारण आपको घर्षण होता है आपको असर प्रतिक्रिया होती है और यह मुख्य बल है जो काटने का बल है तो Tc घर्षण टोक़ है औरɳ दक्षता है इसलिए एफ मशीन की डिजाइन और सामग्री हटाने की दर पर निर्भर करता है इसलिए कटौती की गहराई तो आप देखते हैं कि टोक़ वास्तव में पर निर्भर करता है एक तरह से सामग्री हटाने की दर पर निर्भर करता है इसलिए यह कटौती की गहराई के साथ साथ फ़ीड पर भी निर्भर करता है तो अगर वे आम तौर पर स्थिर होते हैं तो फीड ड्राइव पर सही एक निरंतर टोक़ संचालन की आवश्यकता होती है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जानते हैं कि वहाँ एक है थोड़े समय के लिए समरूपता में मौजूद सामग्री के कारण कभी कभी ये धारें अचानक बहुत अधिक मूल्यों तक बढ़ सकती हैं लेकिन यह काटने को प्रभावित नहीं करना चाहिए तो इसलिए छोटी अवधि के लिए मशीन वास्तव में संभाल करने में सक्षम होना चाहिए मशीन वास्तव में अच्छी मात्रा में संभाल करने में सक्षम होना चाहिए आप ओवर टॉर्क को जानते हैं तो छोटी अवधि के लिए उच्च अधिभार टॉर्क ऐसी ड्राइव प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए जबकि टॉर्क के बहुत निचले स्तर पर निरंतर ड्यूटी हासिल की जा सकती है धुरी के लिए यह पता चला है कि फिर से ड्राइव की आवश्यकता को हटाए गए सामग्री की मात्रा से संबंधित है इसलिए निकाली गई सामग्री की मात्रा धुरी की क्रांति के प्रति फ़ीड है ठीक है प्रति धुरी की क्रांति के लिए फ़ीड टी कट की गहराई है और डी कटर के काम के टुकड़े का व्यास है और RPM है तो रैखिक वेग स्वाभाविक रूप से πd 1000है इसलिए यह रैखिक वेग है इसलिए इस रैखिक वेग को S में t इसे हटाए गए पदार्थ की मात्रा देता है ठीक है अब यह शक्ति निकलती है कि स्पिंडल के लिए शक्ति वास्तव में क्यू एक्स केएस के समानुपाती होती है जहां केएस वास्तव में प्रति यूनिट चिप क्रॉस सेक्शन के लिए विशिष्ट काटने बल के रूप में जाना जाता है इसलिए यह सामग्री और इस पर निर्भर करता है दोनों सामग्री और काम के टुकड़े पर निर्भर करता है और क्यू सामग्री हटाने की दर है तो इस मामले में यह पता चलता है कि बिजली सामग्री को हटाने की दर पर निर्भर करती है इसलिए इसलिए निरंतर सामग्री हटाने की दर के लिए आमतौर पर विनिर्माण में हम इसे ठीक करने जा रहे हैं हम सामग्री हटाने की दर को ठीक करने जा रहे हैं यह निर्भर करता है उत्पादन की तरह है कि हम चाहते हैं तो धुरी ड्राइव के लिए हम आम तौर पर निरंतर बिजली की आवश्यकता है तो स्पिंडल ड्राइव की विशेषता आम तौर पर इस आकार की होती है जहां आपके पास एक बड़ा निरंतर बिजली क्षेत्र होता है और इसलिए यह अधिकतम गति प्रदान करता है इसलिए गति के बावजूद एक स्थिर शक्ति को रखा जाना है इसलिए हम बाद में देखेंगे जब हम विभिन्न ड्राइव विशेषताओं को देखते हैं कि कैसे मोटर्स में हमारे पास वास्तव में निरंतर टोक़ और निरंतर शक्ति के ये क्षेत्र हैं इसलिए हम विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार इन ड्राइवों को संचालित करेंगे इसलिए मशीन ड्राइव की वांछनीय विशेषताओं में स्पिंडल ड्राइव को घूर्णी गति बिंदु से सटीक होना चाहिए जबकि माइक्रोन के संदर्भ में फीड ड्राइव स्थिति की दृष्टि से बहुत सटीक होना चाहिए स्पिंडल ड्राइव में तेज गतिशील प्रतिक्रिया और बहुत व्यापक गति होनी चाहिए दूसरी तरफ वह ड्राइव बहुत बहुत व्यापक गति रेंज में संचालित की जा सकती है इसलिए कुछ सामग्रियों के लिए वे कुछ सामग्रियों के लिए वास्तविक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं वे वास्तविक धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं विशेष रूप से यह भी सतह खत्म जैसी अन्य चीजों पर निर्भर करता है इसी तरह ओवर लोड क्षमता उदाहरण के लिए चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन फीड ड्राइव क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी स्थिति की सटीकता की आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें हमेशा चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन करने पड़ते हैं जबकि स्पिंडल ड्राइव्स के लिए आमतौर पर यह आवश्यक नहीं होता है कि उनके पास यूनिडायरेक्शनल मोशन हो वे दो चतुर्थांश गति हो सकते हैं पर्याप्त और बहुत अधिक बहुत उच्च गति ब्रेक लगाना अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है लेकिन विशेष रूप से भौतिक समरूपता के कारण सामना करने में बड़े अधिभार हो सकते हैं तो जबकि वहाँ गति सीमा बड़ी होनी चाहिए लेकिन यह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए इसी तरह इसलिए स्पीड ड्राइव के लिए बहुत अच्छी क्षणिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है इसलिए वे हैं इसलिए उन्हें बहुत तेज़ प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है इसलिए कम विद्युत और यांत्रिक समय स्थिरांक की आवश्यकता होती है और उन्हें लगातार काम करने वाले टॉर्क की आवश्यकता होती है दूसरी ओर धुरी ड्राइव बहुत अधिक कॉम्पैक्ट आकार का होना चाहिए क्योंकि वे आम तौर पर एक धुरी पर लगाए जाने वाले होते हैं जो बहुत अधिक नहीं लेना चाहिए नहीं होना चाहिए तो हम पाठ सारांश के अंत में आ गए हैं इसलिए हम पाठ सारांश में आए हैं और इसलिए हमने क्या देखा है इसलिए हमने एक सीएनसी मशीन की बुनियादी संरचनात्मक विशेषताओं को देखा है जो बनाया है आपने देखा है कि बुनियादी है ऑपरेशनल फीचर्स यह कैसे काम करता है और हमने कार्यक्रमों की उस बुनियादी संरचना को देखा है इसलिए हमने ब्लॉकों में बुनियादी रूप देखा है और हमने ड्राइव आवश्यकताओं स्पिंडल और फीड ड्राइव के लिए विशिष्ट ड्राइव आवश्यकताओं को देखा है हमने इस मशीन के मूल लाभों को भी देखा है कि वे अधिक सटीक हैं और बहुत अधिक लचीली हैं तो कुछ बिंदुओं के बीच आप विचार कर सकते हैं एक सीएनसी मशीन के मुख्य घटकों को नाम दें इसलिए उन्हें नाम देने का प्रयास करें इसके प्रमुख लाभ और मुख्य कारणों का उल्लेख करें मुख्य तकनीकी कारण जिनसे ये लाभ उत्पन्न होते हैं एक भाग कार्यक्रम ब्लॉक की तीन विशेषताओं को नाम दें इसलिए विभिन्न विशेषताएं फ़ीड ड्राइव से स्पिंडल ड्राइव की आवश्यकताओं में तीन अंतर का उल्लेख करें कि वे कैसे भिन्न हैं तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद